नमस्कार दोस्तों हमारे 6 वें मॉड्यूल पर वापस स्वागत है जहां हम संयंत्रों नियंत्रण के विषय पर चर्चा कर रहे हैं जबकि भारत के विभिन्न हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है लेकिन हम गुवाहाटी में हैं या पूर्वोत्तर भारत में हम तापमान के लिहाज से काफी धन्य हैं और गुवाहाटी में काफी सर्द सुबह है लेकिन हम अपने विषय पर वापस चले इस विशेष मॉड्यूल पर यहाँ हम संयंत्रों नियंत्रण में या न्यूट्रॉन प्रवाह रूपरेखा को तय करने में विलंबित न्यूट्रॉन की भूमिका के बारे में पहले से ही चर्चा कर चुके हैं पहले हम इस तरह एक समीकरण प्राप्त करने के लिए शीघ्र न्यूट्रॉन कैनेटीक्स के बारे में चर्चा करते हैं और गुणन कारक जैसे शब्दों को डालते हैं और शीघ्र न्यूट्रॉन जैसे समय वगैरह उनके परिमाण को देखते हैं हमने देखा है कि अगर संयंत्रों न्यूट्रॉन पर पूरी तरह से काम कर रहा है तो संयंत्रों को नियंत्रित करना काफी मुश्किल है बल्कि किसी भी प्रकार के नियंत्रण तंत्र को लगाने के लिए या किसी भी प्रकार के नियंत्रण तंत्र को सक्रिय करने के लिए जो समय हमारे लिए उपलब्ध है वह अत्यंत छोटा है और फिर हमने विलंबित न्यूट्रॉन की भूमिका के बारे में चर्चा की और पिछले व्याख्यान में जो इस विशेष मॉड्यूल के दूसरे व्याख्यान में है हमने विलंबित न्यूट्रॉन कैनेटीक्स पर चर्चा की है जहां हमने विलंबित न्यूट्रॉन अग्रदूतों के 6 या 8 विभिन्न समूहों पर विचार करने के बजाय यहां इस विशेष समीकरण को विकसित किया है हमने केवल एक समूह पर विचार किया है और बीटा संबंधित विलंबित न्यूट्रॉन अंश का प्रतिनिधित्व करता है हमने इस समीकरण का विश्लेषण किया है और वहां से हमने बीटा के बराबर RHO की तरह कुछ होने के लिए त्वरित महत्वपूर्णता की स्थिति की पहचान की है जब तक कि विलंबित न्यूट्रॉन अंश की तुलना में प्रतिक्रियाशीलता कम होती है या सीमित मामले में यह विलंबित न्यूट्रॉन अंश के बराबर होती है तब हमारे पास अपने नियंत्रण तंत्र को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त समय होता है और संयंत्रों को नियंत्रित करना संभव होता है मूल रूप से विलंबित न्यूट्रॉन की इन उपस्थिति या विलंबित न्यूट्रॉन की गतिविधि के कारण ही हम एक व्यावहारिक न्यूट्रल संयंत्रों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं अब हमारे अंतिम व्याख्यान के अंत में जो मेरी आखिरी स्लाइड में है मैंने कुछ तकनीकी विशेषताओं का उपयोग किया जिसके लिए स्लाइड का कुछ भाग गायब हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर लिखना था लेकिन अभी भी पूर्णता के उद्देश्य के लिए ये स्लाइड हैं जो मैंने वहां की थी मुझे आपको वहां दिखाना चाहिए था यहां nt न्यूट्रॉन घनत्व या न्यूट्रॉन की संख्या प्रति इकाई मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है और समय n नॉट के संबंध में यह भिन्नता प्रारंभिक है और यह वह अभिव्यक्ति है जो न्यूट्रॉन कैनेटीक्स पर हावी है जहां हमने विलंबित और शीघ्र न्यूट्रॉन दोनों को ध्यान में रखा है और विलंबित न्यूट्रॉन अंश पर विलंबित न्यूट्रॉन अग्रदूत या एकाग्रता है जबकि हम विलंबित न्यूट्रॉन अग्रदूत के सिर्फ एक समूह पर विचार कर रहे हैं और यहाँ यह ओमेगा एक यह ओमेगा 2 है और हमने पहले साबित किया कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 की तुलना में बहुत छोटा है इसलिए यह एक दूसरा घातीय शब्द है जो इस न्यूट्रॉन प्रवाह वितरण के अस्थायी विकास पर हावी है और वहां से हमने पहचान लिया है कि RHO बीटा के बराबर एक नियंत्रण प्रतिक्रिया के लिए स्थिति है जब बीटा बराबर RHO हम संयंत्रों को महत्वपूर्ण बताते हैं और इसी प्रतिक्रिया की मात्रा को एक डॉलर कहते हैं यह कभी कभी परमाणु उद्योग में उपयोग की जाने वाली स्थिति को निरूपित करने के लिए या स्थिति को संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है एक डॉलर गंभीर रूप से प्रतिक्रिया की मात्रा को संदर्भित करता है इस त्वरित महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने की आवश्यकता है बेशक बीटा का मूल्य ईंधन पर निर्भर करता है और चूंकि त्वरित महत्व के लिए बीटा के बराबर RHO है इसलिए डॉलर का परिमाण जो बदलता रहता है वह ईंधन पर निर्भर करता है इसलिए यह एक पूर्ण इकाई नहीं है यूरेनियम 233 की तरह यह 00026 बीटा का मान है जबकि यूरेनियम 235 के लिए यह 00065 है इसलिए यूरेनियम 235 का संचालन करने वाले संयंत्रों के लिए एक डॉलर का मूल्य 00065 होगा हालांकि अगर यह प्लूटोनियम 239 पर चल रहा है तो एक डॉलर का परिमाण 00021 होगा लेकिन एक बार जब हमें पता चलता है कि हम उस संयंत्रों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि एक डॉलर का परिमाण क्या है और फिर मूल्य इस डॉलर के संदर्भ में प्रतिक्रियाशीलता को अक्सर संदर्भित किया जाता है वास्तव में एक डॉलर के सौवें हिस्से को भी मुद्रा कहा जाता है मुद्रा संकेतन के बराबर और यह काफी आम है कि आप परमाणु संयंत्रों में पाएंगे कि इसका उल्लेख है यह वर्तमान में इसकी प्रतिक्रिया 10 सेंट है इसका मतलब है कि यह अभिक्रियाशीलता बीटा का 10 प्रतिशत है जैसे कि यह यूरेनियम 235 पर काम कर रहा है इसलिए 1 डॉलर 00065 या 065 प्रतिशत माना जाता है इसलिए 10 प्रतिशत 0065 प्रतिशत को संदर्भित करेगा और इसलिए यह प्रतिक्रियाशीलता उस मामले में 0065 होगी जैसे कि 0065 प्रतिशत मुझे कहना चाहिए इसके साथ हमने महत्वपूर्णता या तापीय संयंत्रों की प्रतिक्रियाशीलता के निर्धारण पर शीघ्र और विलंबित न्यूट्रॉन की भूमिका के बारे में चर्चा की है और आइए अब हम उन तंत्रों की ओर रुख करें जो इस विशेष नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक संयंत्रों में उपयोग किए जाते हैं और उनमें से सबसे आम नियंत्रण छड़ है नियंत्रण छड़ कुछ तत्व हैं जिसका आकार छड़ या प्लेट या ट्यूब हो सकता है जिसमें ऐसा पदार्थ जो बहुत अधिक अवशोषण का क्रॉस सेक्शन होता है इसलिए जब भी संयंत्रों के अंदर इस तरह के तत्व या इस तरह की संरचनाएं मौजूद होती हैं तो वे पड़ोस के क्षेत्र में न्यूट्रॉन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को खा सकते हैं और तदनुसार वे प्रतिक्रियाशीलता को कम कर सकते हैं या आप न्यूट्रॉन प्रवाह वितरण को कम कर सकते हैं न्यूट्रॉन प्रवाह एकाग्रता है वहाँ इसलिए जैसे कि यह एक योजनाबद्ध आरेख है पहले हाथ पर बाईं ओर आरेख दिखाता है यह विशेष स्थिति जहां सभी नियंत्रण छड़ पूरी तरह से संयंत्रों में डाली जाती हैं और फिलहाल प्रतिक्रिया का कुछ मूल्य हो सकता है जो मौजूद है अब यदि हम इन संयंत्रों को या एक निश्चित दूरी से हटाते हैं तो इसी अवशोषण छड़ के अनुरूप प्रभावी अवशोषण क्रॉस सेक्शन प्रभावी अवशोषण क्रॉस सेक्शन और इसलिए न्यूट्रॉन प्रवाह एकाग्रता कि संयंत्रों के अंदर एक न्यूट्रॉन एकाग्रता जोकि उसको बढ़ाना है तदनुसार इन नियंत्रण छड़ों की स्थिति को बदलकर हम न्यूट्रॉन की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं जो विखंडन प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए उपलब्ध हैं आम तौर पर इन छड़ों की स्थिति ठीक से कैलिब्रेट की जाती है इसका मतलब है आप किस स्तर की प्रतिक्रियाशीलता चाहते हैं इस पर निर्भर करते हुए हम हमेशा कह सकते हैं कि यह नियंत्रण छड़ की स्थिति होनी चाहिए और तदनुसार उन्हें समायोजित किया जाना चाहिए नियंत्रण छड़ कई प्रयोजनों में कार्य करता है पहले संयंत्रों स्टार्टअप में इसका मतलब है जब आप ठंड की स्थिति से एक संयंत्रों शुरू कर रहे हैं तो हमें बहुत उच्च न्यूट्रॉन प्रवाह की आवश्यकता होती है इस समय आमतौर पर नियंत्रण छड़ पूरी तरह से बाहर होते हैं ताकि वे संयंत्रों से पूरी तरह से हट जाएं जो भी न्यूट्रॉन की मात्रा पैदा होती है या जो किसी बाहरी स्रोत से आपूर्ति की जाती हैं वे सभी विखंडन प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए उपलब्ध हैं इसलिए हमें प्रतिक्रिया की दर बहुत अधिक है जो समय के साथ बढ़ती रहती है और जैसे जैसे न्यूट्रॉन की एकाग्रता बढ़ती रहती है तब हम धीरे धीरे इन नियंत्रण छड़ को संयंत्रों में डाल सकते हैं जिससे किसी तरह का नियंत्रण होता है और एक बार जब हम संतुलन के वांछित स्तर को प्राप्त कर लेते हैं तो यह विखंडन और संख्या की वजह से उत्पन्न न्यूट्रॉन की तात्कालिक संख्या के लिए होता है इन नियंत्रण छड़ों से प्राप्त न्यूट्रॉन जो संतुलन में आते हैं तब हम उचित श्रृंखला प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं और अगला ऑनलाइन प्रतिक्रियात्मकता नियंत्रण और शक्ति पैंतरेबाज़ी है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है एक बार जब हमें प्रतिक्रियाशीलता के लिए गुणन कारक को बदलने की आवश्यकता होती है तो हम नियंत्रण छड़ की स्थिति को बदल सकते हैं जैसे कि यदि हम प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाना चाहते हैं इसका मतलब है अगर सभी की जरूरत संयंत्रों से बिजली उत्पादन बढ़ाने की है तो हम नियंत्रण छड़ को कुछ दूरी तक हटा सकते हैं ताकि न्यूट्रॉन एकाग्रता बढ़ जाए और तदनुसार हमारे पास प्रतिक्रिया में वृद्धि हो विपरीत सच है जब आप बिजली उत्पादन कम करना चाहते हैं तो हमें नियंत्रण छड़ को थोड़ा और पेश करने की आवश्यकता है हमें उन्हें आगे की दूरी से सम्मिलित करने की आवश्यकता है फिर अक्षीय ऑफसेट नियंत्रण जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में अपनी चर्चाओं में देखा है कि न्यूट्रॉन प्रवाह जबकि आप चाहते हैं कि तटस्थ प्रवाह संयंत्रों में समान हो जोकि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है बल्कि आम तौर पर हमारे पास सबसे अधिक न्यूट्रॉन प्रवाह होता है केंद्र की रेखा और किनारों पर बहुत कम है यदि संयंत्रों एक अचयनित है जो कि कोई परावर्तक नहीं है तो सैद्धांतिक रूप से किनारों पर न्यूट्रॉन प्रवाह 0 के बराबर होना चाहिए अब नियंत्रण छड़ का उपयोग करते हुए हम किसी भी तरह इस अक्षीय वितरण को ऑफसेट कर सकते हैं या हम कर सकते हैं इसका मतलब है हम केंद्र रेखा पर कर सकते हैं जहां न्यूट्रॉन प्रवाह अधिक है तो हम नियंत्रण छड़ को एक बड़ी मात्रा में सम्मिलित कर सकते हैं जहां के करीब किनारों को हम बड़ी मात्रा में हटाए गए नियंत्रण छड़ को रख सकते हैं ताकि हम कुछ समान न्यूट्रॉन प्रवाह वितरण को बनाए रख सकें इसका मतलब है जो मैं बता रहा हूं कि अगर यह आपका संयंत्रों है तो केंद्र रेखा पर जो नियंत्रण छड़ की स्थिति हो सकती है जिसे एक बड़ी राशि के साथ डाला जाता है जबकि किनारों पर इसे बहुत कम मात्रा में डाला जा सकता है और इन दो छड़ों की स्थिति को समायोजित करके या जो भी अक्षीय वितरण हमारे पास इन नियंत्रण छड़ों का है हम कुछ हद तक एक समान वितरण को बनाए रख सकते हैं फिर उम्र बढ़ने के साथ प्रतिक्रिया समायोजन हमने इस पर पहले भी चर्चा की है जैसे ही समय बढ़ता है हमने एक संयंत्रों को ताजा ईंधन के साथ भार किया है प्रतिक्रियाशीलता आम तौर पर बहुत अधिक है क्योंकि अधिक संख्या में ईंधन समस्थानिक उपलब्ध हैं लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है ईंधन के समस्थानिक कम होते रहते हैं और उसी के अनुसार शुद्ध विखंडन क्रॉस सेक्शन और शुद्ध स्थूल विखंडन क्रॉस सेक्शनकम होता रहता है क्योंकि यह सीधे परमाणु घनत्व के समानुपाती होता है अब उम्र बढ़ने के प्रभाव को कुछ हद तक नियंत्रण छड़ के उपयोग से मुआवजा दिया जा सकता है जैसे शुरुआत जब ईंधन नाभिक की एकाग्रता या एकाग्रता बहुत अधिक होती है तो हम बड़ी मात्रा में डाले गए छड़ को नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन जैसे जैसे नाभिक की एकाग्रता कम होती रहती है तब हम धीरे धीरे इन नियंत्रण छड़ों को बाहर निकाल सकते हैं अगला संयंत्रों शटडाउन है जब एक संयंत्र शटडाउन की आवश्यकता होती है तो हम धीरे धीरे इन नियंत्रण छड़ को बड़े सम्मिलन की स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं ताकि प्रतिक्रिया धीरे धीरे कम होती रहे और एक बार ये नियंत्रण छड़ पूरी तरह से सम्मिलित हो जाए तो उन्हें खाने में सक्षम होना चाहिए संयंत्रों के अंदर उपलब्ध सभी न्यूट्रॉन को पूरी तरह से प्रतिक्रिया को रोक देता है तो नियंत्रण छड़ का उपयोग स्टार्टअप के दौरान और संयंत्रों बंद के दौरान दोनों किया जाता है और फिर आपातकालीन शटडाउन जिसे स्क्रैम भी कहा जाता है मैं फिलहाल इस शब्द का विस्तार नहीं करना चाहता हूं यह एक आपातकालीन शटडाउन से संबंधित है जब संयंत्रों को बंद करने की आपातकालीन आवश्यकता होती है तो यह नियंत्रण छड़ें बहुत तेजी से डाली जाती हैं जो कि इस समय जो भी स्थिति में थीं वे बहुत कम समय के भीतर पूरी तरह से सम्मिलन की स्थिति में चली जाती हैं ताकि वे सभी उपलब्ध न्यूट्रॉन का उपभोग करने में सक्षम हैं जिससे प्रतिक्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है तो नियंत्रण की छड़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं सामान्य संक्रिया के दौरान दोनों को नहीं और आपातकालीन संक्रिया के दौरान भी सामान्य संक्रिया के दौरान वे अक्षीय वितरण के लिए समायोजित कर सकते हैं वे उम्र बढ़ने के लिए और भी समायोजित कर सकते हैं उन्हें थोड़े समय के बिजली परिवर्तन के लिए उपयोग किया जा सकता है वह है प्रतिक्रियाशीलता को वांछित स्तर पर बदलना और इसके अलावा आपातकालीन बंद स्थिति जैसे आपातकालीन स्थिति के दौरान संयंत्रों के अंदर प्रतिक्रिया को रोकने के लिए नियंत्रण छड़ आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है अब नियंत्रण छड़ की पदार्थ कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें बहुत अधिक न्यूट्रॉन अवशोषण क्रॉस सेक्शन ठीक हो दरअसल मैंने एक को याद किया है नियंत्रण छड़ का अंतिम प्रदर्शन या अंतिम कार्य यह ग्रे नियंत्रण छड़ के बाद भार है ग्रे नियंत्रण छड़ ऐसे तत्व हैं जिनमें सामान्य नियंत्रण छड़ की तुलना में कुछ हद तक लेजर अवशोषण क्रॉस सेक्शन होता है जिसे ब्लैक नियंत्रण छड़ भी कहा जाता है और इसलिए जब इन ग्रे नियंत्रण छड़ों का उपयोग करके संयंत्रों पर भार में एक छोटा परिवर्तन होता है तो आप प्रतिक्रियाशीलता को भी बदल सकते हैं

आगे ये कुछ सामग्रियों और उनके क्रॉस सेक्शन की एक तालिका है और निश्चित रूप से केवल कुछ चुनिंदा पदार्थ जो मैं यहां दिखा रहा हूं अर्थात् बोरोन सिल्वर कैडमियम इंडियम और हैफ़नियम और उनके सभी समस्थानिक या अधिकांश समस्थानिक यहां दिखाए गए हैं आप इस बोरॉन 10 को एक अत्यंत उच्च अवशोषण क्रॉस सेक्शन और कैडमियम 113 के रूप में देख सकते हैं इसलिए यह फिर से बोरान 10 की तुलना में बहुत अधिक है 174 या 177 भी यथोचित उच्च अवशोषण क्रॉस सेक्शन है और इसलिए वे इस न्यूट्रॉन के लिए या इन नियंत्रण छड़ के लिए काफी अच्छी पदार्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि मैं अवशोषण क्रॉस सेक्शन के बारे में उल्लेख कर रहा हूं जहां वास्तव में ये सभी क्रॉस सेक्शन गैर विखंडन अभिग्रहण प्रकार हैं क्योंकि उनका विखंडन क्रॉस सेक्शन अनिवार्य रूप से 0 है अब बोरान में 2 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों बोरान 10 और बोरान 11 हैं आम अयस्क मात्रा में बोरान आपको 20 प्रतिशत का उपभोग करने के लिए बोरॉन 10 से 20 प्रति मिलेंगे जबकि बोरान 11 है 80 प्रतिशत लेकिन बोरान 11 में बेहद छोटा अवशोषण क्रॉस सेक्शन है और इसलिए बोरान 10 एक ऐसी पदार्थ है जिसका उपयोग मुख्य रूप से नियंत्रण छड़ या किसी भी प्रकार के नियंत्रण संबंधी उपकरण के लिए किया जाता है कैडमियम का भी उपयोग किया जा सकता है लेकिन कैडमियम के साथ अन्य कारण भी हो सकते हैं जिन्हें मैं शीघ्र ही दिखाऊंगा हैफ़नियम एक बड़ा फायदा हैफ़नियम का यह है कि वहाँ 2 समस्थानिकों हैफ़नियम 560 हैफ़नियम 174 या 177 दोनों में उच्च अवशोषण क्रॉस सेक्शन हैं और भी 178 की तरह अन्य समस्थानिकों हैफ़नियम है कि यह भी है अगर यह अवशोषण पार अनुभाग की उचित मात्रा में है और इसलिए हैफ़नियम का उपयोग नियंत्रण क्षण के लिए भी किया जा सकता है यह न्यूट्रॉन प्रवाह के लिए एक विशिष्ट प्रोफ़ाइल है यह विशेष वक्र उस समय से मेल खाती है जब कोई नियंत्रण छड़ नहीं होती है इसलिए क्योंकि कोई नियंत्रण छड़ मौजूद नहीं है यह एक अपरिष्कृत संयंत्र है तो केंद्र रेखा पर एकाग्रता बहुत अधिक है जबकि किनारों के करीब एकाग्रता 0 है हालांकि एक बार जब आप एक केंद्रीय नियंत्रण क्षण डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक तत्काल कमी है यह प्रोफ़ाइल है आप केंद्र रेखा पर न्यूट्रॉन प्रवाह प्रोफ़ाइल में तत्काल कमी देख सकते हैं बेशक केंद्र से दूर जाते ही यह बढ़ता है और फिर किनारों पर 0 हो जाता है तो बस इसका उपयोग करके एक एकल नियंत्रण क्षण हमारे पास हो सकता है हम केंद्र रेखा मान के बीच अंतर कर सकते हैं और इस किनारों का मूल्य छोटा होना चाहिए और तब अगर हम उचित अभिविन्यास के साथ कुछ और नियंत्रण छड़ का उपयोग कर सकते हैं फिर हम एक बहुत अधिक समान प्रोफ़ाइल प्राप्त कर सकते हैं जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है अब केवल एक नियंत्रण छड़ इसलिए पर्याप्त नहीं है बल्कि हमें कई नियंत्रण छड़ें लगाने की आवश्यकता है और इसलिए व्यक्तिगत नियंत्रण छड़ को समूहों में बांटा जाता है और यह कुछ इस तरह है कई नियंत्रण छड़ें हैं जिन्हें सभी समूहों में समूहित किया जाता है और वे एक संरचना द्वारा शीर्ष पर जुड़े होते हैं जिसे आमतौर पर मकड़ी कहा जाता है और फिर उन्हें मार्गदर्शक के माध्यम से डाला जाता है क्योंकि केवल बोरॉन पाउडर के संरचनात्मक स्थिरता बिंदु का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो बोरान के कुछ प्रकार के यौगिकों का उपयोग करें जैसे कि बोरान कार्बाइड एक बहुत ही रोचक हो सकता है तो बोरान कार्बाइड के छर्रों का उपयोग आमतौर पर नियंत्रण छड़ में किया जाता है और वे ईंधन छड़ के समान दिखते हैं और वे स्टेनलेस स्टील से बने आवरण द्वारा भी संरक्षित होते हैं आमतौर पर हमारे पास आधुनिक संयंत्रों में 50 से 70 की संख्या हो सकती है जिसमें प्रत्येक गुच्छे में लगभग 20 छड़ें होती हैं अब PWR के इस नियंत्रण क्षण गुच्छे को सबसे ऊपर डाला जाता है ड्राइविंग तंत्र और अन्य सभी सामान दबाव पोत के शीर्ष पर लगाए जाते हैं और फिर वे ऊपर से प्रवेश कर सकते हैं लेकिन उबलते पानी के संयंत्रों के मामले में जहां हम तरल को बदलने की अनुमति देते हैं और फिर वाष्प चरण में एक भाप होती है जिसे भाप ड्रम में अलग किया जाता है यह आम तौर पर उस धारा ड्रम को उच्चतम संभव बनाने के लिए आवश्यक स्थान है और इसलिए यह नियंत्रण क्षण ड्राइविंग तंत्र आमतौर पर नीचे से ऊपर की ओर होता है और नियंत्रण छड़ भी निचले हिस्से से संयंत्रों में प्रवेश करती है जैसा कि मैंने कैडमियम पर बोरॉन का उल्लेख किया है विशेष रूप से बोरान पर नियंत्रण छड़ में उपयोग की जाने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं तो यह प्रतिक्रिया है कि बोरान के माध्यम से जा सकते हैं जब एक बोरान न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है यह आम तौर पर एक अल्फा क्षय प्रक्रिया के माध्यम से जाता है अर्थात् यह एक लिथियम 7 और 1 हीलियम समस्थानिक का उत्पादन करता है और 6 प्रतिशत मामलों में यदि यह इसी द्रव्यमान दोष को कम करता है तो यह 279 MeV ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा लेकिन बाकी के 94 प्रतिशत मामलों में आप आमतौर पर एक गामा फोटॉन और 231 MeV ऊर्जा पाएंगे और इस गामा फोटॉन या गतिज ऊर्जा द्वारा की गई ऊर्जा वास्तव में इन 279 और 231 के बीच का अंतर है कैडमियम यहां एक न्यूट्रॉन और आमतौर पर कैडमियम 113 को अवशोषित करता है जिसमें उच्चतम अवशोषण क्रॉस सेक्शन होता है जो कैडमियम 114 में परिवर्तित हो जाता है यह आम तौर पर उत्साहित अवस्था में होता है तो यह एक निवारण करता है जो एक गामा क्षय प्रक्रिया से गुजरता है जो गामा फोटोन को निवारण करता है और फिर वापस जमीन पर आ जाता है ये इन 2 समस्थानिकों के अवशोषण केंद्र हैं वह है एक बोरान 10 और कैडमियम 113 बोरान 10 के मामले में यह देखना बहुत दिलचस्प है कि शायद ही कोई प्रतिध्वनि हो जैसा कि हम बहुत कम ऊर्जा स्तर से आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि थर्मल ऊर्जा का स्तर ऊर्जा के 0025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेल खाता है यानी 25 10 की घात माइनस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो यहां कहीं भी होगा इसलिए थर्मल श्रेणी से लेकर उच्च ऊर्जा स्तर तक जैसे कि यह 10 MeV की तरह कुछ सबसे अधिक दिखा रहा है यह कम से कम एक सीधी वितरण है हालांकि कैडमियम के मामले में एक महत्वपूर्ण अवशोषण क्षेत्र है प्रतिध्वनि अवशोषण है और यह एक कारण है कि हमें कैडमियम 113 को नियंत्रण पदार्थ के रूप में उपयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए बोरोन का उपयोग करना काफी आसान है और हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का अनुनाद अवशोषण नहीं है और इसलिए शायद यह बोरान या बोरान 10 के लिए जाने का एक प्राथमिक कारण है मुझे इसके बजाय अवशोषण नियंत्रण के लिए सामान्य पदार्थ के रूप में कहना चाहिए यह रासायनिक फन्नी के साथ एक और तकनीक है जो नियंत्रण छड़ों के साथ प्रयोग की जाती है इसका मतलब है कि सभी व्यावहारिक संयंत्रों आमतौर पर नियंत्रण छड़ का उपयोग करते हैं लेकिन रासायनिक फन्नी एक अतिरिक्त तकनीक है जो आम तौर पर PWR के साथ प्रयोग की जाती है जो पानी के संयंत्रों पर दबाव डालती है रासायनिक फन्नी में हम कुछ प्रकार के घुलनशील पाउडर का उपयोग करते हैं आमतौर पर एक बोरिक एसिड H 3 B O 3 जो एक घुलनशील सफेद पाउडर होता है और यह पानी के साथ मिलाया जाता है जो संयंत्रों दबाव पोत के अंदर मौजूद होता है और यह बनाता है क्योंकि यह घुलनशील है जो एक समरूप मिश्रण बनाता है और इस तरह इस संयंत्रों के पूरे हिस्से पर कब्जा कर लेता है तो यह ईंधन एकाग्रता में परिवर्तन के साथ प्रतिक्रियाशीलता में परिवर्तन या प्रतिक्रिया के लिए क्षतिपूर्ति करने में सक्षम है इसलिए यह एक तरह से लंबी अवधि के संयंत्रों नियंत्रण की एक छोटी अवधि नहीं है या यह एक तरह से भी है कि यह एक मापा नहीं है जिसका उपयोग आपातकाल के मामले में किया जा सकता है अब रासायनिक फन्नी भी बोरिक एसिड खेद के समान है नियंत्रण के समान यह छड़ें कई विशेषताओं को आयात करता है आमतौर पर ईंधन चक्र की शुरुआत में बोरिक एसिड की एकाग्रता बहुत अधिक होती है और जैसे ही समय इन बोरान 10 समस्थानिकों पर जाता है जो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है बोरान 11 में परिवर्तित हो जाता है और जैसा कि हमने देखा है कि केवल 2 स्लाइड्स में बोरॉन 11 में एक नगण्य अवशोषण क्रॉस सेक्शन है और इसलिए यह निष्क्रिय हो जाता है इसका मतलब यह है कि इसमें आगे कोई हिस्सा नहीं है तो समय के रूप में इस एसिड की एकाग्रता पर चला जाता है या बोरान 10 समस्थानिकों की सघनता कम होती रहती है लेकिन आपको समय के साथ ईंधन के समस्थानिक की संख्या को भी ध्यान में रखना चाहिए जो एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए रिएक्टर में वह दर जिस पर प्रतिक्रियाशीलता कम हो जाती है क्योंकि ईंधन की कमी प्रतिक्रिया में वृद्धि के बराबर होनी चाहिए क्योंकि बोरान 10 एकाग्रता में कमी की वजह से है और अगर हम उस तरह की स्थिति हासिल कर सकते हैं तो हमें नियंत्रण छड़ की आवश्यकता नहीं है मूल रूप से एक उचित रूप से डिज़ाइन किए गए दबाव वाले संयंत्रों में रासायनिक फन्नी अकेले सभी नियमित संचालन या दिन के संचालन के लिए देखभाल करने में सक्षम है नियंत्रण छड़ आम तौर पर लगभग हटाए गए स्थिति हैं केवल प्रतिक्रियात्मकता में तेजी से बदलाव की आवश्यकता है हम आपातकालीन परिस्थितियों में नियंत्रण छड़ और निश्चित रूप से उपयोग करते हैं ईंधन चक्र के शुरुआती चरणों के दौरान नियंत्रण पट्टियों के समर्थन के बिना ऑपरेशन को जारी रखने के लिए यह लगभग पर्याप्त है जैसे मैंने अभी उल्लेख किया है लेकिन जैसे जैसे समय बोरान 10 की एकाग्रता में कम होता जाता है और जब हम ईंधन चक्र के अंत में पहुंचते हैं तो यह एकाग्रता लगभग 0 हो जाती है जो एक संकेत भी है कि हमें फिर से संयंत्रों को फिर से ईंधन भरने की आवश्यकता है इस बोरिक एसिड की सघनता में बदलाव करके छोटे छोटे बिजली परिवर्तन भी प्राप्त किए जा सकते हैं यानी कुछ और एसिड पाउडर को मिलाकर या कुछ और कूलेंट को मिलाकर हम घोल की एकाग्रता को बदल सकते हैं और इसलिए इस प्रतिक्रिया के छोटे परिवर्तन या बारीक समस्वरण की जा सकती है हाँ यह भी एक समरूप समाधान बनाता है इसलिए यह न्यूट्रॉन प्रवाह वितरण में असमानता से बचने में मदद करता है और एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस बोरान 10 की उपस्थिति के कारण बोरान 10 का क्षय अक्सर ट्रिटियम के गठन का नेतृत्व करने के लिए पाया जाता है वास्तव में बोरान 10 या न्यूट्रॉन अभिग्रहण बोरान 10 का क्षय ट्रिटियम गठन का प्राथमिक तंत्र है और यह भी जैसे नियंत्रण छड़ के लिए भी सच है जब भी एक बोरान न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है तो यह एक अल्फा क्षय प्रक्रिया से गुजर सकता है और उस अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होने वाली हीलियम जो संयंत्रों के अंदर दबाव बढ़ाती है जो इस पूरी प्रक्रिया में कुछ मदद करता है लेकिन रासायनिक फन्नी की भी अपनी सीमाएं होती हैं जैसे कि यह अनिवार्य रूप से धीमी प्रक्रिया है किसी भी परिवर्तन के लिए एकाग्रता में कई मिनटों की आवश्यकता होती है बोरिक एसिड की उच्च सांद्रता प्रतिक्रियाशीलता के सकारात्मक तापमान गुणांक की तरफ़ ले जा सकती है जो अत्यधिक अवांछनीय है जो हम जल्द ही इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि प्रतिक्रियाशीलता का तापमान गुणांक आप केवल ध्यान में रखते हैं और यह भी कि आप किस क्षण मानते हैं कि इस तापमान गुणांक का सकारात्मक गुण अवांछनीय है बोरिक एसिड की एकाग्रता बहुत अधिक होने पर ऐसा हो सकता है और यह भी यह उबलते पानी संयंत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि जब भी संयंत्रों के अंदर एक चरण परिवर्तन मौजूद होता है तो बोरिक एसिड की एकाग्रता बढ़ती रहती है तो यह इस प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है एक तीसरा तंत्र हो सकता है जिसे ज्वलनशील अवशोषक कहा जाता है ज्वलनशील अवशोषक फिर से तंत्र हमेशा समान होता है जो कि उच्च न्यूट्रॉन अवशोषण क्रॉस सेक्शन वाली पदार्थ का उपयोग करना है बस उस पदार्थ को पेश करने का तरीका अलग है जैसे नियंत्रण छड़ के मामले में हम इन सामग्रियों को छड़ या प्लेटों के आकार में बना रहे हैं और उन्हें संयंत्रों में डाल रहे हैं या हमारी ज़रूरत के अनुसार निकाल रहे हैं रासायनिक फन्नी के मामले में हम घुलनशील पाउडर के रूप में घुलनशील पाउडर के आकार में इस पदार्थ को बना रहे हैं और फिर संयंत्रों के अंदर समान रूप से वितरण कर रहे हैं ज्वलनशील अवशोषक के मामले में हमारे पास अलग अलग पिन या प्लेट होते हैं जिन्हें संयंत्रों के अंदर स्थायी रूप से रखा जाता है कुछ स्थितियों में उन्हें ईंधन में भी जोड़ा जाता है यह ज्वलनशील अवशोषक कभी कभी ईंधन पिन का एक हिस्सा बन सकता है यह भी उनकी गतिविधियों रासायनिक फन्नी के समान है लेकिन वे एक विशेष स्थानों पर अपने निश्चित स्थान पर स्थित हैं और इसलिए वे उस स्थान के आसपास न्यूट्रॉन प्रवाह रूपरेखा को नियंत्रित कर सकते हैं जिससे वे नियंत्रण छड़ की आवश्यक संख्या को कम कर सकते हैं वे रासायनिक फन्नी प्रक्रिया के मामले में बोरिक एसिड की प्रारंभिक एकाग्रता को भी कम कर सकते हैं और फिर रासायनिक फन्नी के समान वे भी ताजा ईंधन की प्रारंभिक गतिविधि के लिए क्षतिपूर्ति कर सकते हैं जैसे जैसे ईंधन पुराना होता जाता है ईंधन की उम्र बढ़ने लगती है फिर यह ज्वलनशील अवशोषक भी न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के बाद वे भी संयंत्रों के अंदर निष्क्रिय होने लगते हैं रासायनिक फन्नी के समान होते हैं इसलिए क्षयकारी ईंधन की वजह से प्रतिक्रियाशीलता में कमी को आमतौर पर मुआवजा दिया जाता है क्योंकि इस बोरान एकाग्रता या अवशोषक एकाग्रता में कमी है नकारात्मक प्रतिक्रियाशीलता समय के साथ कम हो जाती है और जैसे जैसे पदार्थ कम अवशोषित पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि इस नकारात्मक प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया में कमी ईंधन की सकारात्मक या सकारात्मकता में कमी के समान होनी चाहिए बोरान के साथ गैडोलीनियम एक अन्य पदार्थ है जो बहुत ही ज्वलनशील अवशोषक के रूप में उपयोग की जाती है गैडोलिनियम 155 और 157 के 2 समस्थानिक हैं जो संभवतः सभी प्राकृतिक समस्थानिकों में उच्चतम अवशोषण पार अनुभाग हैं जैसे GD 155 में 61000 जैसी किसी चीज का अवशोषण क्रॉस सेक्शन होता है और यह 157 के लिए काफी बड़ा है जो 254000 है और ये ऊर्जा के साथ उनके क्रॉस सेक्शन की भिन्नताएं हैं और आप थर्मल ऊर्जा स्तर में देख सकते हैं कि यह बहुत अधिक है आप इसकी तुलना बोरॉन 10 और कैडमियम के लिए पहले दिखाए गए आंकड़े से कर सकते हैं और आप पाएंगे कि यह उनकी तुलना में कम से कम 2 क्रम अधिक है यही कारण है कि गैडोलीनियम का उपयोग भी किया जा सकता है जो विशेष रूप से जलने योग्य अवशोषक के रूप में उपयोग किया जाता है तो ये प्रतिक्रियाशीलता नियंत्रण के सामान्य तरीके हैं कुछ अन्य नए तरीके भी हो सकते हैं जैसे परावर्तक कभी कभी प्रतिक्रियाशीलता को कुछ हद तक नियंत्रित करने में भी कार्य कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि रिसाव को रोकने के लिए परावर्तक का उपयोग किया जाता है यही उनका उद्देश्य है कि यह न्यूट्रॉन संयंत्रों से बाहर रिसाव हो तत्व में वापस आ जाए और इन परावर्तकों के अभिविन्यास को बदलकर हम इस न्यूट्रॉन रिसाव को नियंत्रित कर सकते हैं और तदनुसार हम संयंत्रों के अंदर न्यूट्रॉन प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं कुछ अभिनव डिजाइनों में कुछ हटाने योग्य ईंधन छड़ का भी उपयोग किया जाता है जैसे जब हमें नियंत्रण छड़ को हटाने के बजाय उच्च प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है तो इस निष्कासन ईंधन छड़ को डाला जाता है और तदनुसार वह संयंत्रों के अंदर प्रतिक्रियाशीलता बढ़ा सकता है और कुछ अन्य तंत्र भी हो सकते हैं लेकिन आम तौर पर नियंत्रण छड़ और रासायनिक फन्नी सबसे अधिक होते हैं नियंत्रण छड़ एक सार्वभौमिक तंत्र है और रासायनिक फन्नी भी है जो आपको विशेष रूप से दबाव वाले संयंत्रों में मिलेगा और ये 2 सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता नियंत्रण में हैं अब हम उस शब्द पर आते हैं जिसका उल्लेख कुछ समय पहले किया गया था प्रतिक्रियाशीलता का तापमान गुणांक प्रतिक्रियात्मकता अब हम जानते हैं कि विलंबित और शीघ्र न्यूट्रॉन कैसे प्रतिक्रियाशीलता को संशोधित करते हैं और हमने केवल व्यावहारिक तंत्र का अध्ययन किया है जिसके द्वारा आप प्रतिक्रियाशीलता को नियंत्रित कर सकते हैं अब हम तापमान की तरह इस प्रतिक्रियाशीलता पर विभिन्न मापदंडों के प्रभाव को देखने जा रहे हैं जैसे ईंधन वगैरह तो तापमान से संबंधित पहला शब्द तापमान के साथ प्रतिक्रियाशीलता के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित प्रतिक्रियाशीलता का तापमान गुणांक है और हम यह भी जानते हैं कि परिभाषा की प्रतिक्रियावाद बराबर k ऋण 1k है जहां k प्रभावी गुणन कारक है और वह 1 ऋण 1 k के बराबर है यदि हम यहाँ पर परिभाषा प्रस्तुत करते हैं तो यहाँ 1 k वर्ग d k dT आता है और अधिकांश संयंत्रों के लिए 1 के बराबर प्रारंभिक स्थिति k यह कभी कभी नीले रंग के रूप में भी दिखाया जाता है लेकिन हम मूल रूप से चिपक सकते हैं αT dρ dT 1k2 dkdT ≈ 1k dkdT अब जब अल्फा T सकारात्मक है यह तब है जब हम एक संयंत्र कर रहे हैं जो प्रतिक्रिया के गुणांक के इस तापमान का सकारात्मक मान है फिर क्या हो सकता है आप यहाँ इस अभिव्यक्ति को देख सकते हैं k वर्ग हमेशा एक सकारात्मक मात्रा है यदि वास्तव में k हमेशा एक सकारात्मक मात्रा है यहां अल्फ़ा भी एक सकारात्मक मात्रा है इसे हम इस प्रकार लिखते हैं dk dT बराबर अल्फा टी गुणा k वर्ग में है अब हम ले रहे हैं अल्फा T सकारात्मक होने के लिए k वर्ग जो खुद हमेशा सकारात्मक है तो dk dT के लिए भी सकारात्मक है इसलिए जब भी तापमान में वृद्धि होगी तो प्रतिक्रिया में वृद्धि होगी और जैसे जैसे प्रतिक्रियाशीलता बढ़ती है इसका मतलब है संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली जो भी बढ़ेगी इसलिए ईंधन छड़ द्वारा जारी ऊर्जा जो आगे बढ़ने के लिए होगी और इसलिए इससे संयंत्रों तत्व ईंधन पिन मध्यस्थ और शामिल सभी सामग्रियों के तापमान में और वृद्धि होगी तो इससे प्रतिक्रिया में और भी वृद्धि होगी इसका मतलब है एक बार जब तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है तो इस अल्फा T के सकारात्मक मूल्य वाले संयंत्रों के लिए प्रतिक्रियाशीलता लगातार बढ़ती रहती है और जब तक हम किसी प्रकार के नियंत्रण तंत्र के माध्यम से कुछ हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब तक प्रतिक्रियाशीलता अपने तापमान में एक छोटे से बदलाव के साथ असीम रूप से बढ़ती रहेगी जो बहुत ही अवांछनीय स्थिति है इसलिए संयंत्रों तापमान में परिवर्तन के साथ स्वाभाविक रूप से अस्थिर है जब अल्फा T नकारात्मक है तो क्या हो सकता है उस अवस्था में हमारी स्थिति dk dT ऋणात्मक है इसलिए यदि तापमान बढ़ता है तो k को घटाना होगा यदि प्रतिक्रियाशीलता कम हो जाती है तो संयंत्रों द्वारा उत्पादित शक्ति भी घट जाती है और इसलिए ईंधन पिन का तापमान मध्यस्थ जो नीचे आएगा और एक बार जो नीचे आना शुरू होता है वह फिर से प्रतिक्रिया को प्रभावित करेगा इसलिए यह एक तरह से प्रतिक्रिया तंत्र की तरह काम कर रहा है और तापमान को वापस पाने की कोशिश कर रहा है जो की यह मूल चीज़ मूल मूल्य है तापमान में किसी भी तरह के बदलाव से यहां तापमान में कोई कमी आएगी जिससे प्रतिक्रिया में कमी आएगी जो खुद तापमान को कम करने की कोशिश करेगा और इस तरह यह एक बहुत ही स्थिर स्थिति को जन्म देगा और इसलिए एक संयंत्रों जो 0 से कम एक अल्फा T है या प्रतिक्रिया के इस तापमान गुणांक का एक नकारात्मक मूल्य है यह एक बहुत ही स्थिर संयंत्रों है हम अन्य मामले का भी अध्ययन कर सकते हैं जैसे यदि तापमान में कमी है किसी भी तापमान में कमी प्रतिक्रिया में वृद्धि का कारण होगी और एक बार प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाती है तो ईंधन पिन द्वारा उत्पादित बिजली जो बढ़ेगी तो यह संयंत्रों के तापमान स्तर को बढ़ाने की कोशिश करेगा और यहाँ तापमान वापस पाने की कोशिश करेगा जो मूल मूल्य है जिससे संयंत्रों को वापस बहाल करना प्रारंभिक स्थिति है इसलिए जब भी यह अल्फा T नकारात्मक होती है तो यह एक उचित प्रतिक्रिया तंत्र की तरह कार्य करेगी ताकि प्रतिक्रियात्मकता वापस पाने के लिए उचित नियंत्रण तंत्र का मूल मूल्य हो आमतौर पर संयंत्रों के विभिन्न घटकों की थर्मल निष्क्रियता के कारण अंदर का तापमान एक समान नहीं होता है जैसे जब भी प्रतिक्रिया में कोई परिवर्तन होता है तो वह ईंधन पिन होता है जिसका तापमान पहले बढ़ जाता है फिर उस तापमान को आवरण में स्थानांतरित किया जाएगा उस ऊर्जा को आवरण और आवरण से शीतलक या मध्यस्थ तक समर्पण मिलेगा और इस संपूर्ण ऊर्जा संचरण प्रक्रिया के लिए कुछ परिमित समय की आवश्यकता हो सकती है और यही कारण है कि ईंधन क्षण और शीतलक उस विशेष तापमान पर जो एक ही तापमान पर नहीं हो सकता है तदनुसार हमने कभी कभी एक ईंधन तापमान गुणांक और मध्यस्थ तापमान गुणांक को परिभाषित किया ईंधन का तापमान गुणांक ईंधन के तापमान में इकाई परिवर्तन के साथ प्रतिक्रियाशीलता में परिवर्तन को संदर्भित करता है इसी प्रकार प्रतिक्रियाशीलता को परिभाषित करने के लिए मध्यस्थ तापमान गुणांक मध्यस्थ के तापमान में इकाई परिवर्तन के साथ प्रतिक्रियाशीलता में परिवर्तन है ईंधन तापमान गुणांक व्यावहारिक महत्व का है जिसे कभी कभी शीघ्र तापमान गुणांक भी कहा जाता है क्योंकि यह संयंत्रों की पहली प्रतिक्रिया को प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन के संदर्भ में निर्धारित करता है जब ईंधन तापमान या संयंत्रों तापमान में कोई परिवर्तन होता है यह शीघ्र तापमान गुणांक संभवतः प्रतिक्रियाशीलता के तापमान गुणांक की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आमतौर पर उपयोग की जाती है और हमारी चर्चा के अनुसार जो शीघ्र ही यहां है हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि यह अनिवार्य है कि शीघ्र तापमान गुणांक नकारात्मक होना चाहिए या हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह डिजाइन स्तर पर ही नकारात्मक है वास्तव में कई देशों में परमाणु संयंत्रों को लाइसेंस देते समय यह सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई संयंत्रों लाइसेंस प्राप्त करने वाला नहीं है जब तक यह नहीं दिखा सकता है कि शीघ्र तापमान गुणांक एक नकारात्मक है एक संबद्ध प्रभाव परमाणु डॉपलर प्रभाव है यह वास्तव में इस तापमान का एक और प्रभाव है अब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पारस्परिक प्रभाव से संबंधित सभी चर्चाओं में जो हमने अब तक की थी हमने हमेशा यह माना है कि न्यूट्रॉन गतिमान है और नाभिक स्थिर है लेकिन व्यावहारिक रूप से नाभिक स्वयं बोलना भी स्थिर नहीं है क्योंकि यह स्वयं का ऊष्मीय स्तर है समान रूप से हम इस ठोस ईंधन के बारे में बात कर रहे हैं जिससे वहाँ का केंद्रक हमेशा हिल रहा है और इसलिए यहां तक कि जब उनके विशेष कंपन नाभिक को कड़ाई से मोनो ऊर्जावान न्यूट्रॉन के एक बीम के अधीन किया जाता है तो यह विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ बातचीत अलग अलग होगी और तदनुसार यह नाभिक वास्तव में न्यूट्रॉन के इस मोनो ऊर्जावान बीम को ऊर्जा का वितरण करने के लिए देखता है और यहां प्रतिध्वनि के देखे गए आकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है जैसे इस आकृति को देखें जो वहां दिखाई गई है जब तापमान 0 केल्विन होता है तब वह पूर्ण 0 स्थिति पर होता है जो ईंधन नाभिक वे पूरी तरह स्थिर होते हैं लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता रहता है जैसे इस स्थिति में क्योंकि यह स्वयं गति है तो यह न्यूट्रॉन प्रवाह वितरण को अधिक व्यापक होगा तो आप देख सकते हैं कि शिखर नीचे आ गया है लेकिन प्रसार पहले जब 0 केल्विन के लिए यह इस तक सीमित है जब यह 20 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है तो प्रसार इतना है तो यह ऊर्जा का एक बहुत व्यापक स्तर है यह न्यूट्रॉन ऊर्जा का एक बहुत व्यापक स्तर है जिसके लिए यह अनुनाद अवशोषण या अनुनाद कब्जा हो सकता है जिससे जब भी यूरेनियम 238 या प्लूटोनियम 240 जैसे समस्थानिक संयंत्रों के अंदर मौजूद होते हैं जिसमें बहुत अधिक प्रतिध्वनि अवशोषण क्रॉस सेक्शन होता है तो तापमान में यह वृद्धि प्रतिध्वनि अवशोषण की संभावना को बढ़ा सकती है यह उसी चीज़ की एक और तस्वीर है जैसे कि हम 2 तापमान T 1 वाले हैं जो कम है और T 2 जो अधिक है इस डॉपलर प्रभाव के कारण यह T 1 के लिए है हम देख सकते हैं कि अनुनाद अवशोषण इस क्षेत्र में प्रतिबंधित है लेकिन T 2 के लिए इस नए डॉपलर प्रभाव के कारण यह बहुत व्यापक क्षेत्र है और लेकिन शिखर कम है और इसी प्रकार जबकि न्यूट्रॉन प्रवाह में बहुत तेज गहराई होती है उस प्रतिध्वनि क्षेत्र के करीब उस विशेष ऊर्जा स्तर के करीब है यहां गहराई छोटी होती है लेकिन यह बूंद ज्यादा व्यापक ऊर्जा अवधि में होती है तो अपक्रांतिकता का यह डॉपलर गुणांक पावर संयंत्रों में भी नकारात्मक है क्योंकि ईंधन का तापमान बढ़ने से यह कम नकारात्मक हो जाता है लेकिन यह अभी भी हमेशा नकारात्मक रहता है और जैसे कि प्लूटोनियम 240 जैसे समस्थानिक की एकाग्रता बढ़ती रहती है यह थोड़ा और नकारात्मक हो जाता है हमें गणितीय रूप से इस डॉपलर प्रतिक्रियाशीलता के प्रभाव को देखते हैं हम गुणन कारक की परिभाषा से जानते हैं यह k अनंत में p का गुणनफल है अनंत K अत्यंत गुणन कारक है और p कुल गैर रिसाव संभावना है जो तेजी से और थर्मल गैर रिसाव संभावना दोनों को जोड़ती है तो k अनंत को 4 कारक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है या यदि हम इस अनुनाद के अलावा अन्य सभी मापदंडों को स्थिर मानते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं और अब पूर्ण तापमान के संबंध में दोनों पक्षों को अलग करते हैं आपके अल्फा अनुबोध से हम याद रख सकते हैं कि अल्फा अनुबोध इस मात्रा के बराबर हो सकता है क्योंकि एक रिएक्टर में एक K करीब रहता है तो यह बराबर है k Pk∞ P εpfη ⇒ ln k ln p ln Pεfη ⇒ 1k dkdT 1pdpdT ⇒ αprompt 1pdpdT यह p के लिए अभिव्यक्ति थी जिसे हमने पहले दिखाया है हमने इसे व्युत्पन्न नहीं किया है बल्कि यह संयंत्रों के अनुरूप कुछ प्रकार का अनुभवजन्य संबंध था जो ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग करता है हमें इसका एक और विशिष्ट रूप मिला जहां I वह अभिन्न अंग है जहां अभिन्न प्रदर्शन किया जाता है जो प्रतिध्वनि की संपूर्ण ऊर्जा स्तर है जो पहले थर्मल न्यूट्रॉन स्तर से है यह वास्तव में एक बहुत ही सामान्य अभिव्यक्ति है इससे पहले हमने जो अभिव्यक्ति देखी है वह केवल यूरेनियम 238 के लिए थी यह एक बहुत ही सामान्य अभिव्यक्ति है जहां अंश में हमारे पास अधोलेख f ईंधन को संदर्भित करता है यहां NF ईंधन का परमाणु घनत्व है और V परिमाण है सभी में M मध्यस्थ को संदर्भित करता है VM मध्यस्थ की मात्रा है सिग्मा sM जो बिखरे हुए क्रॉस सेक्शन या औसत प्रकीर्णन के मध्यस्थ से क्रॉस सेक्शन है और ज़ेटा M निश्चित रूप से मध्यम समस्थानिक के लघु ऊर्जा क्षरण है αprompt NFVF ξM ∑sM VM I β1 2√T ⇒ αprompt β1 2√T ln 1p और प्रयोगों के दौरान यह दिखाया गया है कि यह अभिन्न इस तरह के एक रिश्ते के बाद विभिन्न तापमान हो सकता है यहाँ T पूर्ण तापमान है 300 केल्विन को संदर्भ तापमान के रूप में लिया गया है यह विशुद्ध रूप से प्रायोगिक सहसंबंध है जिसमें आम तौर पर समस्थानिक के कई प्रकार शामिल हैं लेकिन मुख्य रूप से यूरेनियम 238 और तापमान की एक बड़ी श्रृंखला भी शामिल है यहां A मुख्य और C मुख्य 2 गुणांक हैं छोटा a यह वास्तव में ईंधन की छड़ की त्रिज्या है लेकिन इसे एक सेंटीमीटर दिया जाता है इसी तरह RHO बार ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दिए गए ईंधन का घनत्व है और A मुख्य और C मुख्य ईंधन के साथ अलग अलग हो सकते हैं ये मान दिए गए हैं जैसे यूरेनियम 238 के रूप में यूरेनियम ऑक्साइड के रूप में A मुख्य की उपयोगिता 61 10 की घात ऋण 4 है आप कृपया इस बिंदु पर ध्यान दें यह वास्तव में यूरेनियम 238 के लिए A मुख्य का मान दर्शाता है इसके लिए 61 10 की घात ऋण 4 है और C मुख्य में 094 10 की घात ऋण 2 है इन मूल्यों के साथ हम इस p के लिए भाव रख सकते हैं अल्फा अनुबोध के लिए अभिव्यक्ति में और इसे प्राप्त करने के लिए तापमान के संबंध में विभेदन करें और अब एकीकृत करके तापमान के संबंध में I को विभेदित करके खेद है हम यहाँ प्राप्त करते हैं बीटा I यह और कुछ नहीं है लेकिन यह विशेष रूप से स्थिर है यह यहाँ है यह बीटा I A मुख्य प्लस C मुख्य a rho बार है और शब्द को फिर से व्यवस्थित करके यहां एक और प्रतिस्थापन जो हम कर सकते हैं यह है अगर हम अभिव्यक्ति डालते हैं I यहाँ पर 300 केल्विन अभिव्यक्ति में है फिर 300 केल्विन पर P बराबर ऋणात्मक NF का घातांक Vf जीटा M बड़ा सिगमा Sm VM I पर 300 होगा और एक बार जब हम इसे वापस यहां लाते हैं तो हम इस अल्फा अनुबोध के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं तो इस तरह से जो भी ईंधन हम उपयोग कर रहे थे उसका उपयोग करके इस त्वरित प्रतिक्रियाशीलता के मूल्य की गणना कर सकते हैं ध्यान दें इस लॉग को 1p पर 300 केल्विन है 300 केल्विन पर लॉग का ऋण लॉग का p के रूप में भी लिखा जा सकता है लेकिन हमने इस ऋण साइन को बाहर रखा है क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि यह अल्फा नकारात्मक हो प्रतिक्रियात्मकता के शून्य गुणांक का एक और प्रभाव है जो वास्तव में X के साथ प्रतिक्रियाशीलता के परिवर्तन की दर को संदर्भित करता है X को शून्य अंश कहा जाता है शून्य अंश को तरल और वाष्प के मिश्रण में वाष्प चरण के वॉल्यूम अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है αV dρdx ρ x ρl ρv अब जब आप एक तरल और वाष्प चरण के 2 चरणों के साथ काम कर रहे हैं तो मिश्रण का घनत्व इसके द्वारा दिया जा सकता है यहां याद रखें कि x आयतन अंश या शून्य अंश है लेकिन द्रव्यमान अंश नहीं यह विशेष रूप से परिभाषा उबलते पानी संयंत्रों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है उबलते पानी के संयंत्रों में पानी को एक मध्यस्थ और शीतलक दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है अब ऊर्जा आपूर्ति के साथ यह पानी वाष्प चरण में परिवर्तित हो सकता है और एक बार जब यह वाष्प चरण में परिवर्तित हो जाता है तो वे भाप ड्रम की ओर जाने लगते हैं जिससे संयंत्रों के अंदर अन्य मध्यस्थ का कुल परमाणु घनत्व बदल जाता है जो बिखरने को प्रभावित कर सकता है प्रक्रिया और तदनुसार यह विखंडन में थर्मल न्यूट्रॉन की कुल संख्या को प्रभावित कर सकता है जिससे संयंत्रों की प्रतिक्रियाशीलता कम हो सकती है और प्रतिक्रियाशीलता का यह शून्य गुणांक प्रतिक्रियाशीलता से संबंधित का एक तरीका है और इस चरण परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान शून्य पीढ़ी भी है तो हम कह सकते हैं कि जब अल्फ़ा v अधिक है 0 से प्रतिक्रिया के गुणांक के इस तापमान के समान ही जब अल्फ़ा v धनात्मक होता है तो जब भी x में परिवर्तन होता है तो x बढ़ता है rho में भी वृद्धि होनी चाहिए और जैसा कि प्रतिक्रियाशीलता बढ़ती है इससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी या बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी क्योंकि बिजली उत्पादन बढ़ जाता है जो कि मध्यस्थ को बहुत अधिक मात्रा में गर्मी हस्तांतरित करेगा और इसलिए आगे वाष्प उत्पादन होगा तो x आगे भी बढ़ता रहेगा और पिछले मामले से काफी मिलता जुलता है इसलिए 0 से अधिक अल्फा एक अंतर्निहित अस्थिर संयंत्रों को दर्शाता है क्योंकि मुझे तापमान में बदलाव के साथ नहीं लिखना चाहिए जो हम शून्य अंश में बदलते हैं इसी प्रकार जब अल्फा v कम होता है 0 से तो उस स्थिति में जब x बढ़ता rho घटता है जैसा कि rho कम हो रहा है तब संयंत्रों से संबंधित बिजली उत्पादन भी कम हो जाता है इसलिए कम मात्रा में ऊर्जा मध्यस्थ को हस्तांतरित की जाती है वे कुल शून्य पीढ़ी को कम करके और इसलिए इस x को कम करने की कोशिश करते हैं एक प्रतिक्रिया तंत्र की तरह काम करते हैं तो 0 से कम अल्फा v शून्य अंश में परिवर्तन के लिए एक अंतर्निहित स्थिर संयंत्रों की ओर जाता है यह शून्य अंश में फिर से तापमान परिवर्तन नहीं होना चाहिए इसलिए हमने देखा है कि स्थिर संचालन के लिए अभिक्रियाशीलता का गुणांक नकारात्मक होना चाहिए समानताएं प्रतिक्रियाशीलता का शून्य गुणांक भी नकारात्मक होना चाहिए नकारात्मक अल्फा v के साथ उबलता पानी संयंत्रों क्षमता के बाद स्वचालित भार प्राप्त कर सकता है क्योंकि जिस तरह से मैंने उल्लेख किया है वे टरबाइन पर भार को पुनरावृत्ति प्रवाह प्रणालियों के साथ जोड़ते हैं और इसलिए जब भी टरबाइन पर भार में वृद्धि होती है तो संयंत्रों के माध्यम से प्रवाह भी बढ़ता है और जैसे जैसे पुनर्रचना चैनल के माध्यम से प्रवाह बढ़ता है और जैसे जैसे प्रवाह चैनल के माध्यम से प्रवाह बढ़ता है शक्ति का उत्पादन होता है या यदि होता है तो बिजली उत्पादन स्थिर रहता है फिर संयंत्रों के अंदर शून्य उत्पादन कम होना चाहिए क्योंकि शीतलक का द्रव्यमान बढ़ गया है लेकिन बिजली समान है और जैसा कि शून्य अंश कम हो जाता है क्योंकि अल्फा v के नकारात्मक मूल्य के कारण प्रतिक्रियाशीलता के मूल्य में वृद्धि होगी इसका मतलब है कि भार बढ़ने पर आप क्या कह रहे हैं कुल द्रव्यमान प्रवाह दर बढ़ जाती है और यदि शक्ति स्थिर रहती है तो द्रव्यमान प्रवाह दर बढ़ने से x कम हो जाएगा और अल्फा v के नकारात्मक मूल्य के कारण जो वृद्धि का कारण बनेगा RHO के मूल्य में और एक बार RHO बढ़ने पर कुल q डॉट बढ़ता है कुल बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा बेशक हम x को वापस लाने का प्रयास करेंगे यह मूल मूल्य है लेकिन यह स्वचालित क्षमता के बाद स्वचालित भार नामक कुछ हासिल करेगा इसलिए संक्षेप में हम चाहते हैं कि प्रतिक्रियाशीलता के नकारात्मकता गुणांक तापमान के दोनों गुणांक नकारात्मक हों और हमारे संयंत्रों के स्थिर संचालन के लिए प्रतिक्रियाशीलता का शून्य गुणांक भी नकारात्मक हो अगला हम ईंधन बर्नअप के प्रभाव की जांच करते हैं हमने तापमान के प्रभाव को देखा है अब ईंधन बर्नअप या संयंत्रों के अंदर ईंधन अंश में परिवर्तन आइए हम एक अनंत थर्मल संयंत्रों पर विचार करें जो यूरेनियम पर आधारित है अब हमें याद है कि प्राकृतिक यूरेनियम में आमतौर पर तीन अलग अलग समस्थानिक शामिल होते हैं यूरेनियम 235 के बारे में 07 प्रतिशत यूरेनियम 238 993 प्रतिशत और यूरेनियम 234 का बहुत तनाव मात्रा है यहां हम यूरेनियम 234 की उपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि वे शायद ही किसी भी प्रकार की परमाणु विशेषताएं हैं फिर संयंत्रों के अंदर 2 अलग अलग समस्थानिक मौजूद होने चाहिए 2 अलग अलग ईंधन के समस्थानिक मुझे यूरेनियम 235 और 238 कहना चाहिए लेकिन यहां हम प्लूटोनियम 239 का भी उल्लेख कर रहे हैं अब प्लूटोनियम तस्वीर में कहां से आ सकता है इस वजह से गैर विखंडन यूरेनियम की प्रतिक्रिया पर कब्जा कर लेता है यूरेनियम 238 एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है और यूरेनियम 239 का उत्पादन करता है जो प्लूटोनियम 239 का उत्पादन करने के लिए बीटा क्षय के 2 अलग अलग चरणों से गुजरता है इस विशेष प्रतिक्रिया को ब्रीडर प्रतिक्रिया कहा जाता है और यह विशेष प्रतिक्रिया फास्ट ब्रीडर संयंत्रों का एक आधार है जो कि अध्ययन के बाद में देख रहा होगा मॉड्यूल तो आइए इन सभी 3 समस्थानिकों या उनके संविधान को अलग से देखें यहां हम एक संक्षेप संकेतन का उपयोग कर रहे हैं यूरेनियम 235 को 25 के रूप में दर्शाया गया है वास्तव में इस तरह के अंकन को निरूपित करने के लिए हम सबसे पहले इस की अंतिम संख्या और इस की अंतिम संख्या का उपयोग करेंगे तदनुसार यूरेनियम 233 जो कि इस 2 को लेने के लिए आएगा और इस 3 को लेने के लिए 23 कहा जाएगा इसी तरह 94 Pu 239 यह एक संक्षेप संकेतन है जिसे इस 4 का उपयोग करना चाहिए और जो कि यह 9 49 होना चाहिए इस तरह से हम कभी कभी ऐसे गणितीय विश्लेषण के दौरान समस्थानिक को निरूपित करने के लिए संक्षेप संकेतन का उपयोग करते हैं तो यह इसी समीकरण यूरेनियम 235 का उत्पादन का कोई स्रोत नहीं है लेकिन यह न्यूट्रॉन के अवशोषण द्वारा क्षय करता है और फिर हम समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करते हैं और हमें यह घातीय समाधान मिलता है इसी तरह यूरेनियम 238 यह संकेतन क्या होना चाहिए हम इसे 2 ले रहे हैं और फिर हम इसे 8 ले रहे हैं इसलिए इसे 28 के रूप में निरूपित किया जाना चाहिए इसलिए यह भी क्षय प्रक्रिया से गुजरता है यूरेनियम 238 के उत्पादन का कोई स्रोत नहीं है तो हम एक बहुत ही समान घातीय प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं यहाँ N नॉट 25 और N नॉट 28 अपने प्रारंभिक एकाग्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं अब हम परिदृश्य पर विचार करें जहां phi 10 की घात 13 है और हम प्रारंभिक मूल्य के आधे तक यूरेनियम 235 समस्थानिक की संख्या को कम करने के लिए आवश्यक समय की गणना करना चाहते हैं फिर गणना इसका मतलब है कि N संख्या को यहां डाल दें और यह phi भी यहां और 25 के लिए सिग्मा a के मूल्य का उपयोग भी करें 25 के लिए सिग्मा a यह 100 प्लस 580 होगा जो 680 है हमें यह समय 323 वर्ष का है इस मूल मूल्य के U 235 समस्थानिकों की संख्या को आधा करने के लिए हमें 3 वर्षों से अधिक की आवश्यकता है और फिर उस अवधि में यूरेनियम 238 की एकाग्रता में कितना बदलाव होगा N25 N0 25 exp φ σa 25 t N28 N0 28 exp φ σc 28 t यूरेनियम 238 के लिए कुल अवशोषण क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है क्योंकि इसका विखंडन क्रॉस सेक्शन 0 है और अभिग्रहण क्रॉस सेक्शन 27 है और अब इस की अभिव्यक्ति में 3232 वर्ष के बराबर T डाल रहा है और साथ ही phi और सिग्मा c का भी मान है हम पाते हैं N28 N नॉट कि उसी अवधि में 0997 इसका मतलब है यूरेनियम 238 की एकाग्रता में शायद ही कोई बदलाव हुआ है और इसलिए यूरेनियम 238 की एकाग्रता को स्थिर माना जा सकता है अगला हम प्लूटोनियम में जाते हैं एक संक्षेप संकेतन के रूप में प्लूटोनियम 49 है यह एक समान संरक्षण समीकरण है वहां 2 नियम हैं यह यूरेनियम 238 की क्षय दर है जिसके कारण प्लूटोनियम का निर्माण हो रहा है और यह प्लूटोनियम की स्वयं की क्षय दर है इसलिए हम शर्तों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं और जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि हमें स्थाई माना जा सकता है क्योंकि N 23 एक स्थिरांक है और यह भी एक स्थिरांक है जिसका हम इस तरह से एक रूप है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं हम e की घात k 1 T के लिए दोनों समीकरणों को गुणा कर रहे हैं एकीकरण का प्रदर्शन करके क्षमा करें हमें इस तरह का एक प्रपत्र मिल रहा है क्योंकि यहां e की घात k 1 T एक एकीकृत कारक है और अब T के बराबर 0 प्लूटोनियम की एकाग्रता की उपेक्षा की जा सकती है क्योंकि यह केवल यूरेनियम 238 के क्षय के कारण संयंत्रों में बनना शुरू हो जाएगा तो N 49 को 0 पर T बराबर 0 की एकाग्रता में लेने पर हमें यह निरंतरता मिलती है कि यह kappa बराबर ऋण c 2 c 1 और 2 इसे रखना प्लूटोनियम का अंतिम भाव है इसलिए जब हम समय की लंबी अवधि का विश्लेषण कर रहे हैं तो इन सभी समस्थानिकों की एकाग्रता में इस तरह के बदलाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह प्रतिक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है dN49dt φ σc 28 N28 φ σa 49 N49 ⇒ dN49dt φ σa 49 N49 φ σc 28 N28 ⇒ dN49dt c1 N49 c2 N49 σc 28 N28 σa 49 1 exp φ σa 49 t इस विशेष विश्लेषण में हमने केवल प्लूटोनियम समस्थानिकों को 239 माना है लेकिन निश्चित स्थिति प्लूटोनियम 239 भी न्यूट्रॉन अभिग्रहण के 2 चरणों के माध्यम से प्लूटोनियम 241 के रूप में जा सकता है या कभी कभी प्लूटोनियम 240 भी हो सकता है लेकिन हो सकता है कि यहां उपेक्षा की गई हो और इसके अलावा प्लूटोनियम 239 अनुनाद अभिग्रहण और थर्मल ऊर्जा क्षेत्र दोनों में बन सकता है और जब माना जाता है कि हमें इसके बारे में एक अभिव्यक्ति मिलती है यहाँ अगर यह तेज़ विखंडन कारक Pf है जो तेज़ विखंडन कारक है तो Pf तेज़ विखंडन गैर रिसाव संभावना है और छोटे p अनुनाद से बचने की संभावना है और यह तेजी से न्यूट्रॉन उत्पादन के क्षय के कारण न्यूट्रॉन उत्पादन है जो यूरेनियम 235 क्षय के कारण है और प्लूटोनियम 239 क्षय के कारण यह न्यूट्रॉन उत्पादन है dN49dt φT σc 28 N28 εPfφTν25 σf 25 N25 ν49 σf 49 N49 φT σa 49 N49 कृपया इन प्रतिक्रियाओं को ठीक से समझें और आप समझ पाएंगे मुझे इस विशेष मॉड्यूल के अंतिम भाग में जल्दी से चलते हैं जहां हम विखंडन उत्पाद विषायण के बारे में चर्चा करेंगे विष कुछ समस्थानिक को संदर्भित करता है जो कि विखंडन उत्पादों के रेडियोधर्मी क्षय के बाद दिखाई दे सकते हैं जो कि ज़ीनान 135 और समैरियम 149 जैसे अत्यंत उच्च अवशोषण क्रॉस सेक्शन है उनके पास अत्यधिक उच्च न्यूट्रॉन अवशोषण क्रॉस सेक्शन है और इसलिए वे न्यूट्रॉन प्रवाह वितरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं अब गुणन कारक पर उनका प्रभाव पूरी तरह से ईंधन उपयोग कारक के साथ आएगा और इसलिए प्रतिक्रियाशीलता भी कुछ इस तरह से हो सकती है यहाँ f या k सामान्य स्थिति को संदर्भित करता है और यह f नॉट और और k नॉट किसी भी विष की उपस्थिति के बिना स्थिति को संदर्भित करता है ρ k f - f0 f अब f नॉट इस तरह है जैसे विष की उपस्थिति के बिना ईंधन उपयोग कारक ईंधन और मध्यस्थ के लिए एक ही ईंधन द्वारा विभाजित ईंधन का स्थूल अवशोषण क्रॉस सेक्शन का अनुभाग होगा जबकि f वह स्थान होगा जहां हमें इस विष के प्रभाव पर भी विचार करने की आवश्यकता है और यदि हम शब्दों को मूल भावों में वापस डालते हैं तो rho कुछ इस तरह का होता है अब बिना विष वाले महत्वपूर्ण संयंत्रों के लिए तो हम जानते हैं कि इस तरह से k का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संयंत्रों के लिए हम शर्तों को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं और फिर इस सिग्मा af प्लस सिग्मा am को इस विशेष समीकरण में वापस ले रहे हैं हमें इस विष के स्थूल अवशोषण क्रॉस सेक्शन के संदर्भ में इस प्रतिक्रिया के लिए ऐसी अभिव्यक्ति मिलती है ρ ∑a F νPεp∑f अब यह ज़ीनान 135 जो 2 तरीकों से प्रकट हो सकता है एक है विखंडन से सीधे दिखने की संभावना 025 प्रतिशत है अन्य यह T 135 है और आयोडीन 135 दोनों का उत्पादन विखंडन में हो सकता है वास्तव में T 135 में केवल 19 सेकंड में एक बहुत छोटा आधा जीवन है तो यह उपस्थिति है पूरी तरह से उपेक्षित किया जा सकता है और यह माना जा सकता है कि आयोडीन 135 की विखंडन उपज लगभग 64 प्रतिशत है और इस आयोडीन में इस ज़ीनान 135 का उत्पादन करने के लिए बीटा क्षय से गुजरने की 70 प्रतिशत संभावना है लेकिन मूल रूप से प्राथमिक प्रतिक्रिया आयोडीन 135 है इसका आधा जीवन भी केवल 66 घंटों में बहुत छोटा है तो यह इस ज़ीनान 135 में परिवर्तित हो जाता है इसलिए अगर हम आयोडीन के लिए अभिव्यक्ति लिखते हैं तो इस आयोडीन एकाग्रता के परिवर्तन की दर 2 भागों में है यह उत्पादन है यहां गामा संदर्भित करता है यह विखंडन उपज है जो यह 33 प्लस 31 प्रतिशत है और थर्मल न्यूट्रॉन प्रवाह द्वारा स्थूल विखंडन क्रॉस सेक्शन को गुणा किया जाता है और फिर यह इसकी कमी है कि यह न्यूट्रॉन की संख्या में क्षय दर है हम आयोडीन की तरह एक वितरण प्राप्त करने के लिए शर्तों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं लेकिन ज़ीनान अब दो मार्ग हैं जिन्हें हमने पाया है कि वे सीधे विखंडन से या आयोडीन के क्षय के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और दो तरीके भी हैं जो गायब हो सकते हैं एक है यह वास्तव में प्रकृति में रेडियोधर्मी है तो यह एक क्षय के माध्यम से जा सकता है सीज़ियम का उत्पादन अन्य यह है कि ज़ीनान 136 का उत्पादन करने के लिए एक न्यूट्रॉन को अवशोषित कर सकता है जो एक आइसो है जो स्थिर समस्थानिक है और इसमें बहुत छोटा अवशोषण क्रॉस सेक्शन है तो यह ज़ीनान के लिए अभिव्यक्ति है इससे पहले कि T में इस पिछले अभिव्यक्ति में डालते हुए अनन्तता के लिए हम आयोडीन की संतुलन एकाग्रता प्राप्त करते हैं लेकिन ज़ीनान के परिवर्तन की दर आयोडीन के क्षय के कारण इसका उत्पादन है और यह उत्पादन है क्योंकि सीधे विखंडन से यह बीटा क्षय प्रक्रिया के माध्यम से क्षय है और यह न्यूट्रॉन अभिग्रहण उत्पाद है Nl eq γ ∑f φth λl तो हम शब्द को पुनर्व्यवस्थित करते हैं और यहाँ लाल रंग में लिखे गए इस भाग को इस ज़ीनान 135 के लिए एक प्रभावी क्षय स्थिरांक माना जा सकता है और आयोडीन और ज़ीनान दोनों के लिए आधा जीवन काफी छोटा है ज़ीनान का आधा जीवन दिखाया गया है यहां इस ज़ीनान में सिर्फ 92 घंटे का आधा जीवन है इसलिए दोनों काफी छोटे हैं और ज़ीनान के लिए सिग्मा भी इतनी बड़ी मात्रा में मूल्य है उनकी एकाग्रता जल्दी से संतुलन की ओर बढ़ती है हमने पहले से ही आयोडीन की संतुलन एकाग्रता को देखा है और इन मूल्यों को यहां डालते हुए हम इस तरह से होने के लिए ज़ीनान की संतुलन एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं और इस संतुलन एकाग्रता में आगे बढ़ते हुए हम स्थूल क्रॉस सेक्शन की गणना करने के लिए उपयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि आप इसे इस के साथ गुणा करते हैं क्षमा करें एक बार जब हम इस संतुलन एकाग्रता को संबंधित अवशोषण में गुणा करते हैं तो सूक्ष्म अवशोषण क्रॉस सेक्शन के संबंधित स्थूल अवशोषण क्रॉस सेक्शन मिलता है यहाँ यह phi xc वास्तव में लैम्ब्डा सिग्मा a के लिए ज़ीनान है जोकि एक तापमान पर निर्भर मापदण्ड है तापमान के साथ काफी तेजी से होने वाले परिवर्तनों में इसका मूल्य 20 डिग्री सेल्सियस है अब यह RHO के लिए अभिव्यक्ति थी जो हमने पहले प्राप्त की है इसलिए एक बार जब हम इस सिग्मा को एक ज़ीनान के लिए रखते हैं जो इस मामले में एक विष है तो हमें इस तरह की अभिव्यक्ति मिलती है एक बार जब यह phi थर्मल phi ज़ीनान की तुलना में बहुत छोटा होता है तो rho कम प्रवाह स्थितियों के लिए इस phi थर्मल का रैखिक कार्य करता है इसके विपरीत जब phi थर्मल स्वयं इस phi ज़ीनान की तुलना में बहुत अधिक है तो rho संतुलन लगभग स्थिर संख्या है यही है यह उच्च प्रवाह स्थितियों में phi थर्मल से स्वतंत्र है और अगर हम मान लें तो rho और एप्सिलॉन के साथ एक अनंत संयंत्रों को क्षमा करने के लिए एप्सिलॉन और p के बराबर 1 है RHO का यह संतुलन मूल्य माइनस 273 प्रतिशत अधिक है जो मोटे तौर पर है माइनस 4 डॉलर यूरेनियम 235 का मूल्य ले रहा है अन्य महत्वपूर्ण विष समैरियम 149 है यह वास्तव में केवल बीटा क्षय के कारण उत्पन्न हो सकता है क्षय प्रक्रिया के बीच 2 क्रमिक क्रमांक Nd 149 सीधे विखंडन से उत्पन्न होता है जो कि Pm 149 का उत्पादन करने के लिए एक बीटा क्षय के लिए जाता है और फिर आगे बीटा क्षय Sm 149 है Sm 149 एक स्थिर समस्थानिक है इसके लिए कोई रेडियोधर्मी क्षय संभव नहीं है लेकिन यह है कि इसमें एक अत्यधिक उच्च अवशोषण क्रॉस सेक्शन 42000 खलिहान हैं आपने शायद ज़ीनान के लिए अवशोषण क्रॉस सेक्शन पर ध्यान दिया है जो कि पहले ज़ीनान 135 दिया गया है 10 की घात 6 खलिहान के क्रम का एक अवशोषण क्रॉस सेक्शन है तो यह Sm 149 अवशोषित न्यूट्रॉन Sm 150 बन जाता है यह Pm के लिए कई एकाग्रता में Pm के लिए समीकरण है यह विखंडन उपज है और यह क्षय दर के अनुरूप है हम इस तरह इसकी संतुलन एकाग्रता प्राप्त करते हैं और अब हम Sm के लिए समीकरण लिखते हैं यह फिर से उत्पादन का एक ही तरीका है जो कि Pm के क्षय से होता है और न्यूट्रॉन पर कब्जा होने के कारण उपभोग का एक तरीका है तदनुसार हम इस संतुलन को इस तरह होने के लिए एकाग्रता प्राप्त करते हैं और फिर हम p और इप्सिलॉन के साथ अनंत संयंत्रों के लिए मान प्राप्त करने के लिए संबंधित स्थूल क्रॉस सेक्शन की गणना करते हैं माइनस 68 सेंट के बारे में केवल 0442 प्रतिशत के बराबर है तो यह ज़ीनान की तुलना में बहुत छोटा है लेकिन फिर भी प्रतिक्रियाशीलता नियंत्रण से काफी महत्वपूर्ण है आप कृपया इन स्लाइड्स के माध्यम से जाएं यह गणना पहले की गणनाओं की पुनरावृत्ति के लायक है जो मैं उनके माध्यम से जल्दी गया हूं लेकिन कृपया अपने दम पर करने की कोशिश करें तो ये प्राणी इस विशेष मॉड्यूल के अंत की ओर निकलते हैं जहाँ आपने विभिन्न मापदंडों के विभिन्न प्रभावों पर चर्चा की है और मॉड्यूल 6 से हमने जो प्रमुख बिंदु सीखे हैं वह यह है कि शीघ्र न्यूट्रॉन का जीवनकाल वस्तुतः थर्मल न्यूट्रॉन द्वारा प्रसार अवधि के बराबर होता है क्योंकि प्रकीर्णन अवधि बेहद छोटी होती है न्यूट्रॉन संयंत्रों नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विशेष रूप से प्रतिक्रियाशीलता को नियंत्रण प्रतिक्रिया के लिए विलंबित न्यूट्रॉन अंश के परिमाण तक सीमित होना चाहिए हमने नियंत्रण छड़ और रासायनिक फन्नी वगैरह की भूमिका के बारे में चर्चा की है नियंत्रण छड़ का उपयोग आमतौर पर तत्काल प्रतिक्रिया नियंत्रण के लिए किया जाता है जबकि रासायनिक फन्नी आमतौर पर ईंधन की उच्च गतिविधि के लिए या धीमी गति से नियंत्रण के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं रासायनिक फन्नी का उपयोग किया जा सकता है फिर हमने ईंधन के जलने के प्रभाव के बारे में चर्चा की है हमने जो तापमान पर चर्चा की है शीघ्र तापमान गुणांक और शून्य प्रतिक्रियाशीलता गुणांक दोनों स्थिर संचालन के लिए नकारात्मक होना चाहिए बर्नअप को दीर्घकालिक क्षणिक विश्लेषण के लिए भी माना जाना चाहिए विशेष रूप से प्लूटोनियम के विभिन्न समस्थानिकों की उपस्थिति एक यूरेनियम समृद्ध संयंत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण है और अंत में हमने 2 न्यूट्रॉन विष की भूमिका के बारे में चर्चा की है ज़ीनान 135 यहां तक कि Sm 149 भी है दोनों को प्रतिक्रियाशीलता को काफी प्रभावित करने के लिए पाया गया है इसलिए यह 6 वें मॉड्यूल के लिए है जब मैंने प्रतिक्रियाशीलता नियंत्रण के विषय पर चर्चा की है और इस विशेष व्याख्यान में हमने विभिन्न मापदंडों जैसे कि ईंधन बर्नअप तापमान और प्रतिक्रिया पर न्यूट्रॉन विष के प्रभावों के बारे में चर्चा की है एक व्यावहारिक संयंत्रों में इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जबकि नियंत्रण तंत्र की भूमिका या नियंत्रण तंत्र की गतिविधि का निर्णय करना है तो आपके ध्यान के लिए धन्यवाद अगले हफ्ते में हम 7 वें मॉड्यूल पर जा रहे हैं हम थर्मल संयंत्रों के बारे में बात करेंगे इसलिए अभी के लिए धन्यवाद